तो हम तुलनित्र के साथ जारी रखेंगे इसलिए इस व्याख्यान में हम वायवीय तुलनित्र लेने की कोशिश करेंगे तो अब तक हम सभी ने क्या देखा है हमने मैकेनिकल तुलनित्र देखा है फिर हमने विद्युत तुलनित्र ऑप्टिकल तुलनित्र देखा ऑप्टिकल सबसे सटीक एक तुलनित्र है तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने देखीं और तुलनित्र का अंतिम भाग वायवीय तुलनित्र है बेशक हाइड्रोलिक का उपयोग किया जा सकता है लेकिन हाइड्रोलिक के साथ एकमात्र समस्या है यदि आप एक छिद्र से गुजरते हैं तो यह लीक हो रहा है और यह बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा तो वायवीय ऑपरेटर अंतिम है जो बहुत महत्वपूर्ण है जो लगभग सभी उद्योगों में उपयोग किया जाता है उद्योगों के लिए यह नियमित उपयोगी है कहने का मतलब यह ऊपरी मंजिल के स्तर पर है यदि आप अपने छेद के व्यास या बैरल घटकों के व्यास को मापना चाहते हैं तो वे क्या करते हैं वे जल्दी से एक वायवीय प्रकार के लिए जाते हैं और वायवीय प्रकार बहुत आसान सटीक है और यह संवेदनशील भी है तो वायवीय तुलनित्र वायवीय का अर्थ है हवा हवा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है इसमें शामिल मूल सिद्धांत यह है कि एक अंश प्रवाह में परिवर्तन भाग विशेषता में परिवर्तन का जवाब देते हैं उदाहरण के लिए जब कोई परिवर्तन होता है तो तुरंत जो होता है उसमें एक प्रवाह होता है जो प्रतिबंधित होता है या इसे बदल दिया जाता है क्योंकि इससे पीठ का दबाव होता है और पीठ का दबाव ज्ञात होता है यह कई तरीकों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है और इसे वायवीय गेजिंग एयर गेजिंग या वायवीय मेट्रोलॉजी के रूप में संदर्भित किया जाता है चूंकि एक वायवीय गेज एक ही बार में कई विशेषताओं के गेजिंग के लिए उधार देता है इसलिए यह उद्योग में उत्पादन निरीक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है यह मैं बताने की कोशिश कर रहा था तो यहां वायवीय के पास आपके चलने वाले हिस्से नहीं हैं इसलिए क्षणों की संख्या कम हो जाती है फिर उपकरण की पुनरावृत्ति और विश्वसनीयता बहुत अधिक हो जाती है यही कारण है कि आज लोग हमेशा वायवीय विद्युत में जाते हैं क्योंकि यह सभी गैर संपर्क है और लोग ऑप्टिकल की तलाश करते हैं ऑप्टिकल आज वे पूरी तरह से लेजर का उपयोग करते हैं असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया था यह पता लगाने के लिए कि वे एक लेजर का उपयोग करके पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी कैसे पाते हैं ओके इसलिए ऑप्टिकल विद्युत और वायवीय में मैकेनिकल की तुलना में अधिक उपयोग होता है क्योंकि उनके चलते भागों की संख्या कम होती है और वे उत्पादन वातावरण के लिए बहुत आसानी से अनुकूल होते ह वायवीय मेट्रोलॉजी काफी लोकप्रिय है क्योंकि कई फायदों के कारण इसमें धातु से धातु का संपर्क नहीं है तो कोई टूट फूट नहीं है आपके सर्किट वायवीय सर्किट के आधार पर उच्च प्रवर्धन किया जा सकता है जो आप विकसित करते हैं और यह कम लागत विश्वसनीय है गेज और घटकों के बीच धातु से धातु के संपर्क की अनुपस्थिति माप की सटीकता को बहुत बढ़ा देती है यदि आप वापस जाते हैं और डायल गेज प्रकार में देखते हैं तो हमने हमेशा कहा था कि डायल गेज में टूट फूट है जो टिप पर हो रहा है तो यह टूट फूट एक त्रुटि की ओर जाता है जब आप इसे मापने की कोशिश करते हैं ठीक है और वायवीय गेज सबसे अच्छी तरह से एकल भाग सेटिंग रेंज के कई आयामों का निरीक्षण करने के लिए उपयुक्त हैं यह 1000 मिमी के उच्च स्तर पर है आम तौर पर एक दुकान के फर्श ऑटोमोबाइल उद्योग हाइड्रोलिक उद्योग और बुनियादी ढांचे के निर्माण में इसलिए हम हमेशा जाते हैं और 05 मिमी सटीकता के बारे में बात करते हैं यह एक मशीन उपकरण या उपकरण पर बोर्ड के कुछ हिस्सों के ऑन लाइन निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है यह भी वायवीय प्रकार तुलनित्र के साथ बहुत आसानी से किया जा सकता है वायवीय तुलनित्र में क्या होता है सर्किट कैसा दिखता है असल में क्या होता है आप कंप्रेसर से हवा लेने की कोशिश करते हैं इसलिए जब भी आप एक कंप्रेसर के माध्यम से हवा लेने की कोशिश करते हैं तो आप हवा को संपीड़ित करने की कोशिश करते हैं एक संभावना है कि आपके पास धूल हो सकती है आपके पास कुछ मात्रा में जल वाष्प हो सकता है और आपके पास अन्य विदेशी कण हो सकते हैं तो कंप्रेसर से इन सभी चीजों पहली बात यह एक फिल्टर में हो जाता है तो यह फ़िल्टर बहुत हद तक इन सभी चीज़ों को फ़िल्टर करने की कोशिश करता है फिर फ़िल्टर से जो कुछ भी आपने फ़िल्टर किया है यहाँ मूल रूप से आपके पास एक पेपर फ़िल्टर हो सकता है जिसके माध्यम से दबाव वाली हवा चलती है इसमें छिद्र है और आपकी आवश्यकता के आधार पर छिद्र के आयामों को बदला जा सकता है फिर इसे एक दबाव नियामक के पास जाने की अनुमति दी जाती है इसलिए इस दबाव नियामक में आप उस दबाव को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जैसा आप करना चाहते हैं जैसे कि आपके पास एक समान प्रवाह हो फिर इसके बाद हवा संपीड़ित हवा को एक नियंत्रित छिद्र के माध्यम से सी के क्षेत्र के क्रॉस सेक्शन से गुजरता है फिर यह संकेतक के दबाव गेज से गुजरता है यहाँ यह प्रेशर रेगुलेटर है यहाँ यह इंडिकेटर का प्रेशर गेज है और अब इनके बीच के अंतर को देखें कि यह नियंत्रित करता है और यह केवल दिखाता है फिर बाद में इसे यहाँ से पार करके Mo व्यास D नापा जाता है तो यह नियंत्रित छिद्र है यह मापने वाला छिद्र है एक बार मैं कहता हूं कि छिद्र को मापने के माध्यम से हवा सेटअप से बाहर निकलती है और फिर आपके पास प्रतिबंध की सतह है जो भी प्रतिबंधित सतह है जब आप एक छेद करने की कोशिश करते हैं तो मान लें कि यह गेज है और फिर आपके पास छेद है जो वहां है और फिर आपके पास एक घटक होगा ये छिद्र हैं ये मापने वाले छिद्र Mo के अलावा और कुछ नहीं हैं और यह प्रतिबंधित सतह है इसलिए योजनाबद्ध रूप से हमने डाल दिया है लेकिन वास्तविक समय में आपके पास यह हो सकता है तो अगर यह एक बेलनाकार घटक है तो घटक घूम सकता है या यहाँ से गुजर सकता है यह एक अंधा छेद है जिसे मैंने खींचा है यह प्रतिबंधित सतह है तो व्यास के मापने वाले छिद्र और प्रतिबंध कक्ष के बीच की दूरी को एल कहा जाता है इसलिए काल्पनिक सिलेंडर का सतह क्षेत्र जो M है वह और कुछ नहीं है लेकिन यहाँ छिद्र व्यास D है और यह लंबाई है तो यह जूम किया गया है यह आंकड़ा है कि यह D जो भी यहां दिया गया है काल्पनिक सिलेंडर का सरफेस एरिया यानी M π D L तो एक सही ढंग से डिजाइन किए गए वायवीय उपकरणों में छिद्र क्षेत्र का अनुपात इतना अनुपात है कि प्रतिबंधों की एक सीमित सीमा के भीतर पी के परिवर्तन की दर एक समान है अर्थात् dp स्थिर dL तो मापने वाले जेट से भागने वाले हवा का प्रभावी क्षेत्र एम है M π D L तो एक वायवीय गेज की संवेदनशीलता को इस तरह लाया जा सकता है तो यह है और यह है तो एक अनुपात है इसलिए हम इन दोनों को अनुपात में रखने की कोशिश करते हैं और फिर हम एक रैखिक श्रेणी लेने की कोशिश करते हैं जो भी वहाँ है और उस रैखिक सीमा के भीतर हमारे डिवाइस को संचालित करने का प्रयास करते हैं जांच से पता चला है कि जब अनुपात ह और क्षेत्र अनुपात विस्तृत15 से 500kN m2 तक आपूर्ति दबाव की सीमा पर प्लॉट किया जाता है सामान्य रेखीय समीकरण हो सकता है ymxc k अक्ष पर अवरोधन और 110 पाया जाता है b ढलान 04 b 06 M मापने के छिद्र का क्षेत्र यानी πDL C नियंत्रण का क्षेत्र M के संबंध में विभेदित P तो वायवीय संवेदनशीलता प्राप्त होती है तो अब हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं हम संवेदनशीलता के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना सटीक है या क्या संकल्प है आप कैसे सुधार करते हैं संकल्प कुछ और नहीं बल्कि संवेदनशीलता है इसलिए इसके साथ हम इस समीकरण को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे हालाँकि यह याद रखना चाहिए कि M C पर निर्भर है यदि आप पिछले आंकड़े पर वापस जाते हैं तो आप देखते हैं कि M यह Mo तथा Co है तो M C पर निर्भर है देखें कि अगर हम 06 08 की सीमा के साथ काम करते हैं तो M का औसत मान से मेल खाता है 07 स्थानापन्न नकारात्मक संकेत को नजरअंदाज करना ∴ संवेदनशीलता अब यदि हम समग्र आवर्धन को देखना चाहते हैं तो समग्र आवर्धन आवर्धन के संबंध में आउटपुट के परिवर्तन की दर है में आउटपुट चर दबाव नापने का यंत्र या पानी के स्तंभ को पढ़ना आज केवल दबाव नापने का यंत्र है और इनपुट चर सतह विस्थापन है समग्र आवर्धन उत्पन्न करने के लिए संयुक्त तीन कारक वायवीय प्रणाली हैं • वायवीय संवेदनशीलता संकेतक संवेदनशीलता यानी आउटपुट गेज आवर्धन जहां G गेज है मापने वाली सिर की संवेदनशीलता यानी M के परिवर्तन की दर के संबंध में प्रतिबंधित सतह का विस्थापन समग्र आवर्धन dG dp × dG × dM dL dM dp dL M πDL∧dM πD dL यदि लंबाई R का रैखिक R से P तक की रेंज पर पी की रीडिंग प्रदान करता है इसलिए इस विशेष अध्याय में हमने उन सभी को फिर से पढ़ने के लिए जहां हमने तुलनाओं के बारे में अध्ययन किया है हमने पहली बार देखा कि तुलनित्र के लिए कार्यात्मक आवश्यकताएं क्या हैं तब हमने तुलना करने वालों का वर्गीकरण देखा हमने यांत्रिक प्रकार को देखा जो डायल गेज जॉन्सन मिक्रोकेटर है फिर हमने सिग्मा तुलनित्र देखा फिर हमने एक यांत्रिक प्रकाशीय तुलनित्र फिर LVDT रैखिक चर अंतर ट्रांसफार्मर देखा जिसमें एक प्राथमिक कुंडल द्वितीयक कुंडल और फिर उत्प्रेरण थी फिर हमने विद्युत तुलनित्र को देखा अंत में हमने वायवीय तुलनित्र को देखा तो ये सभी विभिन्न प्रकार के तुलनित्र हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं जो माप के लिए उपयोग किया जाता है और फिर से मैं पुनरावर्तक की तुलना केवल यहाँ प्राप्त सम्मान के साथ मानक की तुलना के लिए किया जाता है हम मूल आकार के बारे में बात नहीं करते हैं हम अकेले सहनशीलता के बारे में बात करते हैं जो उदाहरण के लिए 40 ± 01 है तो हम इसके लिए एक सीमा के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं और हम बुनियादी आकार माप के बारे में बात नहीं करते हैं हम केवल सहनशीलता सीमा लेते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या घटक इस सहनशीलता के भीतर आता है ठीक है तो छात्रों के लिए कार्य इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 10 अलग अलग घटकों को सूचीबद्ध करें जो घटक सुविधाओं को केवल वायवीय तुलनित्र द्वारा मापा जा सकता है कृपया 10 घटकों की सूची नीचे लिखें ये असाइनमेंट बहुत उपयोगी हैं आपको इसे मेरे पास जमा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ये असाइनमेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं इसलिए 10 अलग अलग तुलना या सुविधाएँ आप एक एकल घटक को एक घटक में 10 सुविधाएँ बना सकते हैं और कह सकते हैं कि ये ऐसे घटक हैं जिन्हें बनाया जा सकता है जिन्हें केवल वायवीय द्वारा मापा जा सकता है और किसी अन्य चीज़ से नहीं अगले एक को 5 अलग अलग अनुप्रयोगों के नीचे सूचीबद्ध किया गया है जहां LVDT का उपयोग किया जाता है हमने माप के बारे में बात की है आप किसी भी अन्य चीजों के बारे में सोच सकते हैं या देख सकते हैं जहां एलवीडीटी का उपयोग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है अंतिम एक प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर टूल रूम एप्लिकेशन में उपयोग किया जाता है पहला सवाल है और अगला सवाल यह है इस उपकरण के उपयोग के लिए इस प्रोफाइल प्रोजेक्टर उपयोग के लिए अलग अलग घटकों को आकर्षित करें ठीक है तो ये सब आपको केवल कुछ वेबसाइट को संदर्भित करना है या कुछ पुस्तकों को संदर्भित करना है और इसे लिखना शुरू करना है क्योंकि आपके अंतिम सेमेस्टर में अनुप्रयोग आधारित प्रश्न हो सकते हैं